तब अब हम गॉस सिडल इटरेटिव विधि के साथ शुरू करते हैं तो इसके लिए हम 4 बस पावर सिस्टम को मानेंगे ठीक और यह बस 1 बस 2 बस 3 बस 4 है यह जेनरेटर 1 जेनरेटर 2 है और इसके लिए यह आपका आरेख है आम तौर पर सभी जेनरेटरस के लिए ट्रांसफॉर्मरस होता है ठीक उसके बाद आपका हाई वोल्टेज मानते है ट्रांसफॉर्मर टर्मिनल वोल्टेज से दूसरी तरफ हाई वोल्टेज है फिर ट्रांसमिशन लाइन हम ट्रांसफॉर्मर को कुछ समय के लिए यहां नहीं दिखाएँगे लेकिन बाद में ट्रांसफॉर्मर मॉडलिंग के लिए जाएँगे लेकिन इस समय के लिए यहाँ हम इस तरह के आरेख को लेते है यहां कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है तो यह जेनरेटर 1 है और यह जेनरेटर 2 और बस 1 2 3 4 है ठीकतोइस स्थिति में लोड्स दिखाया गया है और ट्रांसफॉर्मरस वैसे भी हैं यह जेनरेटरस तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो लाइन से जुड़ता है यह यहां नहीं माना जाता है बाद में मैं आपको ट्रांसफार्मर मॉडलिंग मूल रूप से ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर के लिए दे दूँगा पाई मॉडलिंग द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है इसलिए हम अंत में देखेंगे लेकिन इसके लिए यह एक कक्षा अभ्यास की तरह है तो इसे लो और ये लोड दिए गए हैं और पी P Q बस P V बस के लिए सभी को बाद में समझाया जाएगा तो ये 4 बस पावर सिस्टम हैं लेकिन हमें लिखना होगाआपको देखना है कि आप गॉस सिडल इटरेटिव विधि का उपयोग करके कैसे हल कर सकते हैं तो यह बस 1 आप एक स्लैक बस के रूप में मानते हैं तो s 1 के बराबर है स्लैक बस के लिए s 1 के बराबर है ठीक औरइसका मतलब है यहाँ बस वोल्टेज परिमाण और इसके कोण ज्ञात हैं तो इस स्थिति में एक 4 बस समस्या है 1 2 3 4 इसलिए n 4 के बराबर है और हम स्लैक बस s को 1 के बराबर परिभाषित करते है तो समीकरण 11 से हम समीकरण 11 को इस तरह लिख सकते हैं जो कि यह है यह वाला यह आपका समीकरण 11 है वही समीकरण जो हम वास्तव में लिख रहे हैं यह वास्तव में समीकरण 11 है यह समीकरण 11 है वही समीकरण है जिसे हम फिर से लिख रहे हैं Vi1YiiPi j QiVi k 1 k i4Yik Vkfor i 1234 but i1 क्योंकि स्लैक बस वोल्टेज वास्तव में आपको ज्ञात है ठीक वोल्टेज परिमाण और कोण दोनों ही आपको ज्ञात हैं तो वोल्टेज आपको ज्ञात है इसलिए यदि आप V2 समीकरण लिखते हैं क्योंकि V1 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वोल्टेज परिमाण और कोण ज्ञात हैं इसलिए V21Y22P2 j Q2V2 k 1 k i4Y2k Vk V21Y22P2 j Q2V2 Y21 V1 Y23 V3 Y24 V4 तो इसी तरह V31Y33P3 j Q3V3 Y31 V2 Y32 V2 Y34 V4 V41Y44P4 j Q4V4 Y41 V1 Y42 V2 Y43 V3 तीन समीकरण क्योंकि 4 बस समस्या है बस 1 एक स्लैक बस है ठीक तो कोई इसे कैसे बना सकता है अब गॉस सिडल विधि में P प्लस 1 पुनरावृत्ति पर नया परिकलित वोल्टेज जहां P पुनरावृत्ति गणना है ठीक P P प्लस 1 पर एक पुनरावृत्ति गणना है मतलब Vip 1 तुरंत Vipको प्रति स्थापित कर देता है और बाद के समीकरणों के समाधान में उपयोग किया जाता है इसका मतलब यह है कि इसे आने से पहले मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपको यह समीकरण V2 V3 V4 प्राप्त हुआ है आपको ये 3 समीकरण प्राप्त हुआ हैं ठीक अब जब आप इसको हल कर रहे हैं मान लीजिए पहले आप V2 की गणना कर रहे हैं ठीक फिर आप V3 को हल कर रहे हैं तब V4 मान लीजिए कि शुरुआत में V2 V3 V4 के सभी प्रारंभिक मान ज्ञात हैं तो आप ऐसा कर सकते है कि V2 बराबर इन सभी प्रारंभिक मानों को रखें तो जिससे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं V3 आपके सभी प्रारंभिक मानों के बराबर है आप इसे यहाँ रखे आपको V3 प्राप्त होगा और इसी तरह V4 बराबर सभी प्रारंभिक मानों को रखें आपको V4 प्राप्त होगी तो इस प्रकार आपको तीनों प्राप्त हो जाएंगे लेकिन इस स्थिति में क्या होगा कि संगनात्मक समय अधिक होगा और पुनरावृत्तियों की संख्या भी अधिक होगी यही कारण है कि हम वास्तव में क्या करते हैं कि पहले आप सभी प्रारंभिक मानों का उपयोग करके गणना करते हैं V3 V4 और P2 Q2 यह सब चीजें ज्ञात है ठीक और फिर आप V2 प्राप्त करते हैंलेकिन इस समीकरण में आपको जो भी V2 का तुरंत मान मिलता है जो कुछ भी V2 इस समीकरण में मिला हैइस मान को यहाँ रखें और अन्य प्रारंभिक मान को यहाँ रखें ठीक इस समीकरण में V2 जो कुछ भी मिला है V2 प्रारंभिक मान नहीं है यह मान आप सीधे रखेंलेकिन प्रारंभिक मान से पहले आपको लेना होगा क्योंकि V4 की गणना यहीं नहीं की गई है ठीक और यह समीकरण भी V3 से स्वतंत्र है क्योंकि जुड़ाव के अनुसार मतलब अभी इस लाइन के जुड़ाव के अनुसार ठीक अब V2 की गणना कर ली गई है V3 की भी गणना कर ली गई है अब इस समीकरण में V2 और V3 के प्रारंभिक मानों को लेने के बजाय आप गणना की गई V2 और V3 की मानों का उपयोग करते है इस तरह आपका अभिसरण त्वरण तेजी से होता ठीक है यही कारण है कि इसका मतलब यह है कि आप तुरंत Vipप्रति स्थापित करते हैं और इसके बाद के समीकरण के समाधान में उपयोग किया जाता है जिससे आपकी अभिसरणता तेजी से होगी ठीक इसलिए इसका मतलब हैइसका मतलब है कि पुनरावृति के पद में P पुनरावृति गणना है मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं मेरा मतलब है कि ये समीकरण V2p 11Y22P2 j Q2V2p Y21V1 Y23V3P Y24V4P इसलिए V3p11Y33P3 j Q3 Y31 V1 Y32V2p1 Y34V4p V4p11Y44P4 j Q4 Y41 V1 Y42V2p1 Y43V3p1 इसलिए यहां हम Y42V2p1 Y43V3p1ऐसा बनाते हैं जिससे यहां अभिसरण दर तेज होगी और पुनरावृत्ति की संख्या कम होगी तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं अब एल्गोरिदम इन चीजों पर बाद में देखेंगे अभी आप ध्यान दें कि बस 1 एक स्लैक बस है ठीक तो अब प्रारंभिक मानों को सामान्य के तहत आप कैसे लेंगे कि हमें चर्चा करनी है तो सामान्य परिचालन स्थिति के तहत बसों के वोल्टेज परिमाण आपकी प्रति इकाई के समीप में हैं जो 10 प्रति यूनिट है या स्लैक बस के वोल्टेज परिमाण के करीब है जब भी आप इसे हल करते हैं तो अज्ञात वोल्टेज के लिए एक प्रारंभिक शुरुआती वोल्टेज 1 प्लस j 0 निश्चित रूप से संतोषजनक है ठीक और अभिसरण समाधान वास्तविक संचालन अवस्थाओं के साथ संबंधित है तो ये वो चीजें हैं अब नेट इंजेक्टेड पॉवर की गणना पर आते हैं तो समीकरण 11 से फिर हम समीकरण 11 लिख रहे हैं ठीक तो इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुकिए तो यह आपकी अभिव्यक्ति हैआपको Piऔर Qi की अभिव्यक्ति का पता लगाना है ठीक नेट इंजेक्टेड पॉवर की गणना का पता लगाना है क्योंकि जब आप लोड फ्लो को हल करेंगे तो आपको Piऔर Qi की अलग अलग अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी ठीक अबचूँकि लोड फ्लो में P Q बस के लिए Piऔर Qi इंजेक्शन जो कि एक परिगणित मान दिया जाएगा लेकिन यह Piऔर Qi आपको पुनरावृत्ति के द्वारा भी गणना करनी होगी और आपको बे मेल की जांच के लिए जाना पड़ सकता है इसीलिए यही कारण है कि यह Piऔर Qi की दोनों अभिव्यक्ति को आपको पता करनी है तो यही कारण है कि हम समीकरण 11 को फिर से लिख रहे है Pi j QiVi YiiVik 1 k inYik Vk तो केवल इन समीकरणों से Pi j Qi ViYiiVik 1 k inYik Vk तो यह समीकरण 13 हैं अब इस y मैट्रिक्स एड्मिटेंस मैट्रिक्स को इसके परिमाण और कोण के रूप में परिभाषित करते है इसलिए YiiYii∠ii YikYik∠ik ViVi∠i VkVk∠k Vi Vi∠ i इन सभी मानों को आप यहाँ प्रति स्थापित कर सकते हैं यदि आप यहाँ प्रति स्थापित करते हैं और इस को सरल बनाते हैं तोआपको जो मिलेगा पहले मैं यह दिखा रहा हूं यह पहला पद है Vi Yii ViVi∠ iYii∠ii Vi∠i Vi Yii ViVi 2Yii∠ii इसका मतलब है Pi jQiVi 2YiicosiijVi 2Yiisiniik 1 k inYikViVkcosikk i jk 1 k inYikViVksinikk i यह समीकरण 14 है अब इससे आप वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग करते हैं तो वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग करना तो यह समीकरण 15 है और यह समीकरण 16 है अब मुझे आशा है कि यह आप समझ गए हैं ठीक साधारण चीज है केवल थोड़ी अभ्यास की जरुरत है ठीक अब गॉस सिडल विधि और न्यू टन राफसन विधि में P V बसों का मानना न्यू टन राफसन बाद में देखेंगे तो गॉस सिडल इस चीज को इस तरह से बताता है कि P Q बसों के लिए यह P V बसें वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर Pi scheduled Qi scheduled हैं जो दोनों P Q बसों के लिए जानी जाती हैं बाद में हम देखेंगे कि कैसे गणना करें और वोल्टेज समीकरण के सेट वोल्टेज के प्रारंभिक मानों के साथ शुरू करके इसे पुनरावृत्ति रूप से हल किया जा सकता है इस गॉस सिडल विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं गॉस सिडल विधि या वोल्टेज नियंत्रित बस के लिए P V बस जहां Pi scheduled और Vi निर्दिष्ट हैं इसका मतलब है P और वोल्टेज परिमाण पहले निर्दिष्ट हैं इसका मतलब है कि पहले निर्दिष्ट हैं तो पहला समीकरण 16 Q ip1पुनरावृत्ति के लिए हल किया गया है इसका मतलब है यह समीकरण क्योंकि P V बसों में हैआपके P और वोल्टेज परिमाण दोनों ज्ञात हैं और Q और वोल्टेज कोण ज्ञात नहीं हैं इसलिए इस स्थिति में आप इस समीकरण को 16 समीकरणों के समीकरण के रूप में समझते हैं जब आप गॉस सिडल विधि में PV बसों पर विचार कर रहे हैं तो यह समीकरण आप P प्लस 1 पुनरावृत्ति में लिख सकते हैं तो इस स्थिति में आप Qip1 लिख सकते हैं जहाँ P इटरेशन काउंट है जो कि बराबर है Qip1 k 1nYikVipVkpsinikkp ip यह समीकरण 17 है और तब गॉस सिडल विधि में PV बस विचार के लिए यह आवश्यक है इसका मतलब है कि वोल्टेज समीकरण का सेट आपको यह प्राप्त करने के बाद हल किया जाता है वोल्टेज समीकरणों का सेट हल किया जाता है इसलिए हालाँकि PV बसें चूंकि Vi PV बस में निर्दिष्ट होती हैं इसलिए Vip1 का केवल काल्पनिक भाग ही लिखा जाता है और वास्तविक भाग का चयन किया जाता है ताकि इस बात को संतुष्ट किया जा सके कि क्या वास्तव में यह माना जाता है यदि ith बस PV बस है मेरा उद्देश्य वोल्टेज परिमाण को स्थिर रखना है इसलिए यह सामान्य तौर पर Vieijfi इस तरह से आप लिख सकते हैं और मैं और किसी भी पुनरावृत्तियों के लिए यह कह सकते हैं इन चीजों को आप उस पुनरावृत्ति संख्या में डाल सकते हैं तो Vieijfi आम तौर पर ei fi की तुलना में बहुत अधिक है fi बहुत छोटा है क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज कोणों की तुलना में यह बहुत छोटा है यह fi काफी छोटी चीज है यह चीज आपकी ei की तुलना में छोटी होती है तो इस स्थिति में इसका मतलब है मैं अपने वोल्टेज परिमाण को स्थिर रखता हूं इसका मतलब है कि Viei 2fi 2 Vi 2ei 2fi 2 तोp1th इटरेशन पर हम लिख यह ei p12 fi p12Vi 2 लिख सकते है लेकिन Vi सामान रहती है यहाँ P रखने कि कोई आवश्यकता नही है क्योंकि PV बसों का वोल्टेज परिमाण स्थिर रहती है यही कारण है कि आप PV कि स्थिति में यहei p12 fi p12Vi 2लिख सकते हैं लेकिन यह वोल्टेज परिमाण हमेशा स्थिर रहती है ठीक तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब आप ऐसा करेंगे तो हम अंततः यह करेंगे कि जो भी हम अलग अलग हैं वह अलग चीज है लेकिन इस वोल्टेज परिमाण को हमे स्थिर रखना होगा अन्यथा गॉस सिडल विधि हम PV बस को शामिल करना चाहते हैं तो यह वोल्टेज परिमाण स्थिर हैं आप इसमें क्या करेंगे जो कुछ भी हमें मिलता है वह केवल काल्पनिक भाग को बनाए रखता है और संतुष्ट करने के लिए वास्तविक भाग चुना जाता है इसका मतलब है इस समीकरण से इस समीकरण से जब आप PV बस की स्थिति के लिए गॉस सिडल विधि को हल कर रहे हैं जब हम संख्यात्मक के लिए आएँगे तो आप PV बस स्थिति से पहले जान जाएंगे हम उदाहरण के लिए मान लेंगे बस 2 PV बस है तो इस स्थिति में PV बस है जिस तरह से बिना आप जिस चीज को PV बस कह रहे हैं उस पर विचार करते हुए PV बस को हल करते हुए आप V2 के लिए हल कर रहे हैं V2 का काल्पनिक भाग को आपको बनाए रखना होगा और इस के नए मानों को गणना की जाएगी ठीक इस प्रकार कि वोल्टेज परिमाण स्थिर होगा इस तरह से पालन करेंगे इसलिए इसका मतलब है यह इसका मतलब है कि ei p1Vi2 fi p1212 यह समीकरण 19 है इसलिए ei p1 Vi p1 का वास्तविक भाग है और fi p1 Vi p1 का काल्पनिक भाग है तो इस स्थिति में जब मैं इस एक संख्यात्मक को हल करुंगा तो यह बात साफ हो जाएगी इसका मतलब है कि आम तौर पर आप पाएंगे कि V2 क्या है लेकिन यह सटीक V2 नहीं है क्योंकि हमें वोल्टेज परिमाण को बनाए रखना है तो इस स्थिति में काल्पनिक भाग को बरकरार रखा जाएगा और वोल्टेज के एक वास्तविक भाग की गणना इस समीकरण का उपयोग करके की जाएगी और उस वोल्टेज को ऐसे लिया जाएगा कि परिमाण स्थिर रहेगा तो यह PV बसों के लिए विचार है इसलिए जब मैं एक उदाहरण बाद में लूँगा पहले सिद्धांतों को ले लूँगा और उसके बाद उदाहरण को लूँगा इसलिए जब मैं उन सभी चीजों को हल करुंगातो मैं इस चीज को याद करुंगा और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा अगर मैं इस चीज को हल करने की कोशिश करुंगा तो आपकी निरंतरता खो जाएगी आगे अभिसरण प्रक्रिया अभिसरण प्रक्रिया कुछ इस तरह है मान लीजिए मान लीजिये आपको n बस की समस्या है मान लीजिए 1 2 से आपके पास n तक बसों की संख्या है मान लीजिए कि आपकी बस 1 एक स्लैक बस है तो आप क्या करेंगे कि आप उस वोल्टेज की गणना करेंगे यह वाली V2 गॉस सिडल विधि में अभिसरण के विभिन्न तरीके अभिसरण के विभिन्न तरीके हैं तो अब आप V2को लिख सकते हैं V2V2 P1 V2 P इसी तरह V2V2 p1 V2 p V3V3 p1 V3 p VnVn p1 Vn p ये सभी कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको इसकी परिमाण लेनी है उन सभी भिन्नताओं तक आपको वहाँ सभी की वास्तविक मात्राएँ लेनी हैं तो एक बार आप इनको करने के बाद उसके बाद आप क्या लेते हैं VmaxmaxV2V3Vnइसका मतलब है कि इन सभी की गणना आपने कर ली है फिर इन सभी मानों की अधिकतम को आप लेते है और यदि यह Vmax तो समाधान आपको मिल जाता है तो आप मान सकते हैं कि एप्सिलॉन 10 के घात माइनस 4 या 10 के घात माइनस 5 तक हो सकता है जो आपके सटीकता पर निर्भर करता है इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं कि हमने पाया कि हर इटरेशन में डेल्टा का अंतर आपको इस अंतर को धारा मान और पिछले पुनरावृत्ति मान और परिमाण को देखना होगा जो आप लेते हैं और जिसमें से आप इस एक की अधिकतम लेते हैं यदि इस एक मे से अधिकतम मान एप्सिलॉन से कम है आपको पता चलता है कि इसका अधिकतम क्या है और अगर यह एप्सिलॉन से कम है तो समाधान अभिसरित हो गया है क्योंकि अगर इनमें से अधिकतम एप्सिलॉन से कम है तो अन्य सभी अंतरों से भी कम है जिसका मतलब है कि अन्य सभी चीज भी से एप्सिलॉन से कम है तो यह अभिसरण मानदंड है यही कारण है कि यही कारण है कि यह सामान्य तौर पर मैंने लिखा है कि VmaxVi p1 Vi pi23n क्योंकि बस 1 हम एक स्लैक बस के रूप में लेंगे तो और यदि डेल्टा V एप्सिलॉन से कम या एप्सिलॉन के बराबर है तो समाधान अभिसरित हो गया हैआप एप्सिलॉन को 10 के घात माइनस 4 के बराबर ले सकते है जो आपके 00001 या 10 के घात माइनस 5 तक को भी माना जा सकता है ठीक तो इस स्थिति में आप उस समाधान को प्राप्त कर सकते हैं यह एक अभिसरण मानदंड का तरीका हैठीक यह एक संस्करण है तो एक और है और एक यह है कि आप लेते हैं PmaxPi calculated Pi scheduledi23n QmaxQi calculated Qi scheduledi23n Pi scheduled मान यह वास्तव में आप के लिए जाना जाता है मैं संख्यात्मक लेने जा रहा हूं तो यह जानेंगे ठीक यह समीकरण 21 है और Pi calculated मान जो आपको समीकरण 15 का उपयोग करके गणना करना है हम pi के लिए बाद में जानेंगे तो समीकरण 15 और इस एक पूर्ण निरपेक्ष मान को पूर्ण रूप से ले ठीक और उसका अधिकतम मान लें इसका मतलब है स्लैक बस को छोड़कर सभी बसों के लिए इस तरह PmaxmaxP2P3Pn मान लीजिए P2P2 calculated P2 scheduled P3P3 calculated P3 scheduled PnPn calculated Pn scheduled PmaxmaxP2P3Pn तो इसी प्रकार से आपका Q भी तो इसका मतलब है यह इस समीकरण का अर्थ है इस समीकरण का यह अर्थ ठीक उसी तरह से Q के लिए भी लागू होता है और फिर आप इस 1 माइनस को लेते हैं यह 1 और यदि दोनों P और Q साथ में अगर एप्सिलॉन से कम और बराबर हैं P Q तो आपका समाधान अभिसरित हो गया हैं लेते है और दोनों P और Q एक साथ कम होनी चाहिए ठीक दोनों एक साथ अभिसरित हो गया है इस स्थिति में एप्सिलॉन को फिर से 10 के घात माइनस 4 या 10 के घात माइनस 5 लिया जा सकता है जो कि उनकी सटीकता पर निर्भर करता है ठीक तो इस तरह से कोई अभिसरण विशेषता के इन 2 तरीकों को कर सकता हैमैंने आपको बताया हैं ठीक